24 व्याख्यान में आपका स्वागत है इस व्याख्यान में सेंसर के साथ काम करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वास्तव में मेरा सेंसर मूल्य क्या पैदा कर रही है इस संबंध में हम कूल टर्म नामक एक सीरियल पोर्ट टर्मिनल एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करेंगे इसके अन्य एप्लीकेशन भी हैं लेकिन हमने इस विशेष व्याख्यान में कूल टर्म पर विचार किया है इस व्याख्यान में हम कूल टर्म के प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे जब हम Arduino बोर्ड का उपयोग कर रहे हैं तो एक सीरियल मॉनिटर है हमें बस उस कनेक्शन को प्रदान करने की आवश्यकता है सीरियल कनेक्शन हमें उस ऑब्जेक्ट को बनाना होगा और उस ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम इसे सीधे प्रिंट कर सकते हैं लेकिन STM बोर्ड में यह उपलब्ध नहीं है तो उस उद्देश्य के लिए आपको कुछ hyper terminal में मूल्य प्रिंट करने की आवश्यकता है यह सेंसर डेटा कनेक्शन पर और साथ ही noise पर निर्भर करता है हमें सेंसर के मूल्य की जांच करने की आवश्यकता है इसलिए हर बिंदु पर हमें यह जांचना होगा कि हम उस सेंसर से क्या मूल्य प्राप्त कर रहे हैं और वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट हो जाती है PC स्क्रीन पर मूल्य प्रिंट करने के लिए हमें एक कम्युनिकेशन चैनल की आवश्यकता है कम्युनिकेशन चैनल को डिवाइस से बनाया जाना चाहिए जो PC के लिए STM बोर्ड है PC और माइक्रोकंट्रोलर के बीच एक सीरियल कम्युनिकेशन लिंक का इस्तेमाल माइक्रोकंट्रोलर से PC में data ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है जो कि हम कर रहे हैं हम USB केबल का उपयोग करके माइक्रोकंट्रोलर को कनेक्ट करेंगे और फिर हम PC के साथ एक कनेक्शन स्थापित करेंगे और फिर PC स्क्रीन में हम मूल्य प्रिंट करेंगे इस तरह से कूल टर्म या टेरा टर्म के रूप में सॉफ्टवेयर उपकरण सीरियल कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए और स्क्रीन पर डाटा प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता hyper terminal क्या है यह एक सॉफ्टवेयर टूल है जो डेस्कटॉप या लैपटॉप और माइक्रोकंट्रोलर के बीच सीरियल कम्युनिकेशन को सक्षम बनाता है ये कुछ उदाहरण हैं एक है कूल टर्म एक है टेरा टर्म है हम कूल टर्म के साथ काम करेंगे तो हमारे प्रयोग के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कंप्यूटर में hyper terminal स्थापित है यह माइक्रोकंट्रोलर और इस hyper terminal के साथ सीरियल डाटा कम्युनिकेशन को सक्षम करेगा वर्तमान संदर्भ में कनेक्शन इस USB पोर्ट का उपयोग करके बनाया जाएगा हम यहां अनिवार्य रूप से क्या कर रहे हैं हम USB PC का उपयोग करके पहले माइक्रोकंट्रोलर को कनेक्ट करेंगे फिर हम एक हाइपर टर्मिनल का उपयोग करेंगे जिसे हम उसी baud दर के साथ पोर्ट के साथ सेट करेंगे जिसके माध्यम से माइक्रोकंट्रोलर PC के साथ जुड़ा हुआ है हमें पोर्ट की जांच करने की आवश्यकता है क्योंकि कई पोर्ट हो सकते हैं कूल टर्म को कई साइटों से डाउनलोड किया जा सकता है मैंने इन 2 प्रतिनिधि साइट को यहां दिया है ये अन्य स्थानों से भी उपलब्ध हैं फ़ाइल निकालने के बाद हमें यह कूल टर्म CoolTermexe फ़ाइल मिलेगी और इसका उपयोग PC या लैपटॉप और STM32 किट के बीच सीरियल कम्युनिकेशन के लिए किया जाएगा अब कूल टर्म को सेट करने के लिए हाइपर टर्मिनल सॉफ्टवेयर पर उचित सेटिंग्स करनी पड़ती हैं डिफ़ॉल्ट सीरियल कॉन्फ़िगरेशन 9600 baud दर 8 bits है यदि आप बदलना चाहते हैं तो आप यह कर सकते हैं यह सेटिंग इस कूल टर्म का उपयोग करने से पहले किया जाना चाहिए अब एक बार जब आप कूल टर्म खोलेंगे तो आपको इस तरह की एक स्क्रीन मिलेगी और फिर आपको इस विकल्प पर जाना होगा एक बार जब आप इस विकल्प पर जाते हैं तो आपको यह पोर्ट कॉम 11 यहां मिलेगा तो यह इस उदाहरण के लिए 11 पर निर्भर करता है लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह आपके मशीन में किस पोर्ट से जुड़ा है इसलिए कृपया सुनिश्चित करें कि आप इसकी जांच करते हैं और तदनुसार उस विशेष कॉम पोर्ट से जुड़ते हैंऔर यह 9600 है और कॉन्फ़िगरेशन के लिए दबाएं कूल टर्म का उपयोग करने से पहले इस कॉन्फ़िगरेशन को करना सुनिश्चित करें अब यह एक उदाहरण है कि हम प्रिंटिंग करेंगे मैं आपको एक सेंसर के साथ इसे जोड़कर दिखा रही हूं जिसका उपयोग हम इस सप्ताह के बाद के व्याख्यान में करेंगे एक बार जब आप एक कोड लिखते हैं और सीरियल कम्युनिकेशन करते हैं तो सीरियल कम्युनिकेशन इस ऑब्जेक्ट का उपयोग करके बनाया जाएगा जो कि सीरियल PC USBTX और USBRX है और इस मामले में हम माइक्रोकंट्रोलर से केवल कुछ मूल्य प्रिंट कर रहे हैं लेकिन सामान्य तौर पर हम क्या कर रहे होंगे हम सेंसर मूल्य को प्रिंट करेंगे इस मामले में उत्पादन सिर्फ बढ़ रही है अब मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा रही हूं मैंने पहले ही कूल टर्म स्थापित कर लिया है और यह इसी तरह से चलता है मूल रूप से आप इसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और फिर से इसे कनेक्ट कर सकते हैं इसलिए मैं पहले कनेक्शन बनाऊंगी मैं बस इसे कंपाइल करूंगी और फिर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप कोड को कैसे डालेंगे मैं डाउनलोड फ़ोल्डर में जा रही हूं जहां कोड उपलब्ध है जिसे मैं इसमें डालूंगी मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगी और फिर कनेक्ट करूंगी यह वह जगह है जहां आप देख सकते हैं कि हम LDR के मूल्य को प्रिंट कर रहे हैं मैं आपको वह कनेक्शन दिखाऊंगी जो मैंने बनाया है यह LDR से कुछ मूल्य छाप रही है यह एनालॉग पिन से कुछ मूल्य प्राप्त कर रही है और एनालॉग से डिजिटल रूपांतरण के बाद यह डिजिटल मूल्य दिखा रही है अब मैं आपको यहाँ केवल कनेक्शन डायग्राम दिखाऊंगी यह LDR है मैंने कनेक्शन बना लिया है बाद में जब मैंने LDR के बारे में विस्तार से चर्चा की LDR का एक बिंदु Vcc से जुड़ा होता है एक रजिस्टेंस के माध्यम से दूसरा बिंदु जमीन से जुड़ा होता है यह वही है जो हमने किया है और हमने देखा है कि हम किस मूल्य को प्राप्त कर रहे हैं आप देखते हैं कि इस बिंदु से हमें इस A1 पिन में एनालॉग इनपुट मिला है मैं मूल रूप से क्या करूंगी अब यह है कि मैं इस उज्ज्वल प्रकाश को धीरे धीरे इस LDR में डालूंगी मैं प्रकाश को दूर ले जाऊंगी और मैं आपको स्क्रीन दिखाऊंगी जहां मूल्य अब आप देख सकते हैं मैं आपको स्क्रीन दिखाऊंगी मैंने डाटा क्लियर कर दिया है अब देखिए यह 1 प्रिंट कर रही है डिजिटल आउटपुट की अधिकतम मूल्य 0 से 1 है इसलिए यह 1 अब धीरे धीरे प्रिंट हो रही है मैं प्रकाश को दूर ले जाऊंगी अब देखें कि यह क्या मूल्य है अब यह 08 है तो 1 से मान 08 हो गया है अब मैं एक बार अपना हाथ वहाँ रखूंगी आप देखिए कि यह किस मूल्य का प्रिंट हो रही है अब इसकी छपाई 06 हो रही है इसलिए धीरे धीरे मूल्य कम हो रही है अब मैं थोड़ा और हाथ लगा रही हूं अब यह 04 पर आ रहा है और अंत में मैंने अपना हाथ यहां डाल दिया है और अब आप देखते हैं कि इसे घटाकर 02 हो गया है इसलिए हमने माइक्रोकंट्रोलर के साथ जुड़ने के लिए और इस PC में माइक्रोकंट्रोलर से प्राप्त होने वाले कुछ मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए कूल टर्म का उपयोग किया है उससे पहले मैं आपको केवल इस कोड को दिखाऊंगी आप पहले से ही इस कोड के बारे में जानते हैं आपको कोड कैसे डाउनलोड करना है आपको कोड को STM बोर्ड में कैसे डालना है अब यहाँ पहले आप देखते हैं कि हमें यह सीरियल कनेक्शन PC USBTX और USBRX बनाना है यह पहला कार्य है जो आपको करना है और यहाँ हम एक एनालॉग वैल्यू पढ़ रहे हैं हम बाद के हफ्तों में देखेंगे कि हम विभिन्न सेंसरों के साथ कई एनालॉग मूल्यों का उपयोग कर सकते हैं सेंसर आउटपुट देखने के लिए हमें कूल टर्म की आवश्यकता हो सकती है धन्यवाद